कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ़ मशीन टूल्स एंड प्रोसेसेस में ऑनलाइन कोर्स के 6th व्याख्यान में स्वागत है आज हम प्राइम मूवर्स स्टेपर मोटर और स्थाई चुंबक डीसी मोटर्स के बारे में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं तो शुरुआत से पहले एक नजर देते हैं इस मामले में स्टेपर मोटर से हमारा क्या मतलब है

स्टेपर मोटर बस इस विशेष पैटर्न के हर बदलाव के लिए एक के बाद एक स्टेप चल रही होगी तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है चलिए जल्दी से देखते हैं यह एक सरल प्रतिनिधित्व है जो स्टेपर मोटर के अंदर जा रहा है तो हमें यहां क्या करना है स्टेपर मोटर के रोटर को इस चुंबकीय सुई द्वारा दक्षिण और उत्तरी ध्रुव के द्वारा दर्शाया जाता है जो फिगर में दिखाया गया है यहां केबल जो हमने देखे थे जो हमने पिछली स्लाइड में देखे थे उन्हें एक बार फिर से यहां दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि वे 2 कॉइल केबल 3 और केबल 4 से जुड़े हैं वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के चारों ओर एक क्वाइल के सिरों से जुड़े होते हैं इसका मतलब यह हॉर्स शू है पूरा चुंबक हॉर्स शू है जो दिखाया गया है और इस तरफ अभी तक एक और चुंबक दिखाया गया है तो मूल रूप से यहां स्टेटर पोल बनाने वाले और हॉर्स शू इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं केबल 1 केबल 2 इत्यादि के बारे में क्या वे क्या कर रहे हैं

यहां दिखाए गए मामले में जब यह एक उत्तरी ध्रुव होता है और वह उतरी ध्रुव होता है तो वे समान रूप से दक्षिणी ध्रुवों को आकर्षित करेंगे जो वर्टिकल और होरिजेंटल के साथ ठीक 45 डिग्री की स्थिति में होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्पेस में लॉक हो जाएगा इस कॉन्फ़िगरेशन में सुई की सबसे स्थिर स्थिति है 2nd सिग्नल के कारण ध्रुवता के स्विच के बाद जिसमें केबल 1 और केबल 2 में वोल्टेज का स्तर बदल गया है यह एक दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा और यह एक उतरी ध्रुव बन जाएगा ताकि 2 उतरी ध्रुव की वही स्थिति साथ साथ हो जाए यहां पिछले मामले के पक्ष में होगा और दक्षिणी ध्रुव के पास इस स्थिति में सबसे स्थिर स्थिति होगी ठीक है यहां दक्षिणी ध्रुव और यहां उतरी ध्रुव इसका मतलब है कि इस स्थिति के लिए सुई का एक स्विच होगा जिसका अर्थ है कि चुंबकीय सुई या रोटर द्वारा निष्पादित 90 डिग्री स्टेप होगा तो इस तरह हम अगर लगातार सिग्नल में बदलाव करते हैं जो कि वहां दिखाया गया है 4 सिग्नल पैटर्नस सुई 90 डिग्री स्टेप लेगी एक रोटेशन से 4 स्टेप्स को कवर करेगी लेकिन यह हमें कहां ले जाती है

45 डिग्री की स्पैन में यदि आप ध्यान दें कि मेरीडनल लाइन शिफ्ट हो रही थी तो मै मेरीडनल लाइन में कुछ ही मिनटों में 45 डिग्री की शिफ्ट थी यह विशेष लाइन है ठीक है परिणामी क्षेत्र की दिशा में 45 डिग्री की शिफ्ट थी इस तरह 22 12 डिग्री और उस तरफ 22 12 डिग्री इसलिए इन स्टेप्स के बीच में 45 डिग्री को शामिल करता है तो इस 45 डिग्री अवधि में स्पैन में कितने ऐसे दक्षिणी ध्रुव रहते हैं तो 50 दक्षिणी ध्रुव 360 डिग्री को कवर कर रहे हैं इसलिए 625 दक्षिणी ध्रुव एकात्मक विधि के द्वारा 45 डिग्री को कवर करेंगे और इसका मतलब है 025 तो इसका मतलब एक पोल का एक चौथाई हिस्सा उतरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र में परिणामी क्षेत्र दिशा के संबंध में केंद्रीय रूप से पता लगाने के लिए स्थानांतरित हो जाएगा यह समझने के बाद 1 पोल का एक चौथाई कितना है ठीक है अगर 50 ध्रुव 360 डिग्री बना रहे हैं तो यह एकल ध्रुव 360 है हमें गणना पर एक त्वरित नजर डालना होगा इसलिए 360 डिग्री जो ध्रुव बना रहे हैं इसलिए ¼ ध्रुव 36050 x ¼ 360200 होंगे जिसका मान 18 डिग्री होगा इसलिए हमने अनिवार्य रूप से इस तथ्य को स्थापित किया है कि अगर मेरे पास इस तरह के स्टेपर मोटर में घुमाव है तो हम अनिवार्य रूप से 18 डिग्री के स्टेप लेने जारहे हैं हम अपनी चर्चा पर वापस आ रहे हैं लेकिन हम पोल के भौतिक विन्यास परिधि की दिशा में एक दूसरे के लिए जो एक दूसरे की स्थिति में वैकल्पिक हो रहा है यह कैसे प्राप्त करते हैं उसके लिए यदि हम एक स्टेपर मोटर के रोटर पर एक नजर डालते हैं तो यह मूल रूप से स्थाई चुंबक है जिसमें दो तरफ से दो हेड होते हैं जैसे की प्रत्येक पर 50 तीथ के साथ 2 गियर होते हैं और वह आधा तीथ स्टैगर्ड होते हैं ठीक है